सभी को नमस्कार इस सप्ताह के तीसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन सेमांटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और हमने पहले ही चर्चा की थी कि डिस्ट्रीब्यूशन सेमांटिक्स का एक सामान्य ढांचा क्या है आप विभिन्न प्रकार के लक्ष्य और संदर्भ लेकर मॉडल कैसे बनाते हैं और आप मैट्रिक्स के सभी एंटीजन को कैसे भरते हैं अब इस व्याख्यान में हम डिस्ट्रीब्यूशन सेमांटिक्स मॉडल के लिए कुछ अनु प्रयोगों के बारे में बात करेंगे यह भी कि कैसे हम दो शब्दों में समानता की तुलना करते हैं और फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन सेमांटिक्स के कुछ संरचित मॉडल की ओर बढ़ेंगे कुछ एप्लिकेशन से शुरू करते हैं तो चलिए हम बे मेल शब्द की इस समस्या के बारे में बात करते हैं जो हम सूचना पुनर्प्राप्ति के मामले में देखते हैं तो समस्या क्या है तो सूचना पुनर्प्राप्ति उपयोगकर्ता एक क्वेरी दे रहा है जो कुछ शब्दों के संदर्भ में है जिसे वह महसूस करता है कि वह इसमें अपनी जानकारी का वर्णन कर रहा है और इसलिए सिस्टम कीवर्ड के इस सेट को उन सभी दस्तावेज़ों से मिलान करने की कोशिश कर रहा है जो डिपॉजिटरी में हैं और इस मिलान को करने के माध्यम से वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि संभावित दस्तावेज़ क्या हैं जो उपयोगकर्ता को वापस किए जा सकते हैं अब यहाँ एक समस्या क्या है तो ऐसा हो सकता है कि उपयोगकर्ता के मन में जो विशेष अवधारणा है उपयोगकर्ता व्यक्त करता है कुछ शब्दों का उपयोग करके लेकिन दस्तावेज़ों में एक बहुत ही अलग शब्द का उपयोग करते हुए एक ही अवधारणा है तो वे हैं शब्द सिमेंटिक लेबल पर तो समान हैं लेकिन सतह लेबल पर वे 2 अलग अलग कीवर्ड या 2 अलग अलग शब्द हैं तो इसे एक शब्द बे मेल समस्या कहा जाता है और सूचना पुनर्प्राप्ति में प्रमुख मुद्दों में से एक यह है कि हम इस बे मेल समस्या को कैसे हल करते हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि उपयोगकर्ता ने यह विशेष शब्द टाइप किया है लेकिन वह दूसरे शब्द में भी दिलचस्पी ले सकता है जो शब्दार्थ के समान है लेकिन सतह के रूप में यह अलग है आइए एक उदाहरण देखते हैं तो मान लें कि एक यूजर क्वेरी इंस्युरेन्स कवर है जो दीर्घकालिक देखभाल के लिए भुगतान करता है और ऐसा हो सकता है कि प्रासंगिक दस्तावेज़ जिसमें उपयोगकर्ता क्वेरी का उत्तर है इसमें मेडिकेयर प्रीमियम्स इंस्युरेन्स वगैरह जैसे शब्द हो सकते हैं जो सीधे सीधे उपयोगकर्ता क्वेरी में प्रदान नहीं किए जाते हैं अब एक प्रश्न है मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दस्तावेज़ जिसमें कुछ समान शब्द हैं इस उपयोगकर्ता क्वेरी के लिए भी प्रासंगिक हैं तो इस कार्य के लिए कोई क्वेरी विस्तार के लिए सिमेंटिक मॉडल का इस्तेमाल कर सकता है तो क्वेरी विस्तार एक तकनीक है जो इस शब्द बे मेल समस्या के लिए उपयोग की जाती है इसलिए विचार यह है कि उपयोगकर्ता को कुछ शब्दों के साथ एक क्वेरी दिया है क्या हम कुछ अन्य शब्दों को खोजने की कोशिश कर सकते हैं जो उपयोगकर्ता क्वेरी शब्दों के शब्दार्थ के समान है अगर हमें कुछ शब्द मिलते हैं तो हम उन शब्दों को उपयोगकर्ता क्वेरी में जोड़ देते हैं और इसे एक्सपेंडेड क्वेरी एक्सपेंशन प्रोसेस कहा जाता है और अब हम इस सर्च क्वेरी को अपने सर्च इंजन को देते हैं और फिर दस्तावेज़ों को पुनः प्राप्त करते हैं अब हम संक्षेप में क्या देखेंगे क्या हम क्वेरी विस्तार की इस समस्या के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेमांटिक्स मॉडल का उपयोग कर सकते हैं तो विचार क्या है इसलिए उपयोगकर्ता द्वारा क्वेरी देने के बाद हम पुनर्निर्मित करते हैं टर्म्स का उपयोग करके जो प्रासंगिक है या उन टर्म्स से संबंधित हैं जो पहले से ही क्वेरी में हैं कुछ संबंधित टर्म्स का पता लगाएं और पुनर्प्राप्ति प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करने का प्रयास करें तो हम संबंधित शब्दों का पता कैसे लगाते हैं इसलिए सबसे पहले मेरे पास क्वेरी के कुछ टर्म्स हैं जो उपयोगकर्ता दे रहा है पता करें कि वितरण संबंधी वैक्टर क्या हैं और सभी वितरण वैक्टरों का एक फ़ंक्शन कॉन्बिनेशन लें और विस्तारित क्वेरी प्राप्त करें मान लीजिए कि क्वेरी में 3 शब्द हैं इन तीनों शब्दों के वितरणात्मक अर्थों में संबंधित शब्द क्या हैं और ऐसी सभी संभावनाओं का एक लिनियर कॉन्बिनेशन करें और उपयोगकर्ता को विस्तारित क्वेरी दें यह कैसा दिखेगा तो मान लीजिए उपयोगकर्ता कैटास्ट्रोफिक हेल्थ इंश्योरेंस की तरह एक क्वेरी देता है तो आप क्या कर रहे हैं तो आप अपने वितरण वेक्टर में मान लीजिए कि आप पता लगा रहे हैं कि वे कौन से टर्म्स हैं जो संबंधित हैं प्रत्येक 3 टर्म्स से कैटास्ट्रोफिक हेल्थ और इंश्योरेंस तो उपयोगकर्ता ने इन 3 शब्दों को दिया है और मान लीजिए आप संदर्भ के रूप में con पर शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो अलग अलग शब्द थे w i w n और प्रत्येक शब्द के लिए तो आप गणना कर रहे हैं सह घटना क्या है तो यह कहा जा सकता है कि PMI मान कैटास्ट्रोफिक और w 1 के बीच PMI क्या है तो जैसे आप सभी शब्दों के लिए गणना कर रहे हैं तो अब आप क्या कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि वे कौन से शब्द हैं जो सभी 3 शब्दों से जुड़े हैं जिसके उच्च PMI मान हो तो एक तरीका यह है कि आप हमारी क्वेरी में सभी शब्द q के लिए सभी PMI मान PMI q w i जोड़ दें प्रत्येक शब्द w के लिए हम ऐसा स्कोर क्यों पूरा करते हैं जो उस क्वेरी का PMI है इस शब्द wi के साथ क्वेरी शब्द में से एक है और अपने सभी क्वेरी शब्दों को जोड़ें और फिर हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं और शायद हम इसे सामान्य कर सकते हैं उच्चतम पद के संबंध में तो इसके अंत में क्या होगा यदि हम इन पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि wi wi prime वगैरह शब्द क्या हैं जो क्वेरी टर्म्स से बहुत संबंधित हैं और इन सभी को हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि हम इस क्रम की गणना कैसे करते हैं एक बार जब हमारे पास यह क्रम होता है तो हम इस सिंबल फार्मूला की गणना कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि घटते क्रम में क्या टर्म्स हैं यह एक तरीका है लेकिन आपके पास किसी भी प्रकार का फंक्शन कॉन्बिनेशन हो सकता है तो यह एक सरल जोड़ है लेकिन आप गुणन और एक अन्य प्रकार के फंक्शन कॉन्बिनेशन भी कर सकते हैं तो मान लीजिए कि हम ऐसा करते हैं तो वास्तविक क्वेरी का क्या होता है तो यह मेरी एसी वास्तविक क्वेरी कैटास्ट्रोफिक हेल्थ इंश्योरेंस है और अगर हम इस तकनीक का उपयोग करने के लिए कुछ अन्य संबंधित टर्म्स जैसे कि हम इस तरह के टर्म्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं इसलिए हमारे पास सर्टैक्स h c f a मेडिकेयर और HMOs मेडिकेड HMO बेनेफ़ेसरीस प्रीमियम्स इत्यादि जैसे शब्द हैं अब इसलिए इन टर्म्स को एक समाचार कॉर्पस द्वारा लिया जाता है जो कि अमेरिकी समाचार कॉर्पस है इसलिए वे कुछ टर्म्स हैं जो अमेरिकी चिकित्सा प्रणाली के लिए प्रासंगिक हैं तो क्या हैं तो आप अपेक्षित टर्म्स में क्या देख रहे हैं तो कुछ टर्म्स व्यापक स्पष्टीकरण टर्म्स की तरह हैं इसका मतलब है यदि आप कुछ देखते हैं संदर्भ समय 0703 या कुछ अन्य थिसॉरस से आप इस तरह के समान शब्दों का पता लगा सकते हैं आप कहेंगे कि मेडिकेयर बेनेफ़ेसरीस प्रीमियम्स कुछ और व्यापक स्पष्टीकरण शब्द इसलिए वे क्वेरी के लिए तैयार हैं इसके अलावा आपको यहां एचसीएफए की तरह कुछ बहुत ही विशिष्ट डोमेन शब्द भी मिलते हैं जैसे HCFA जो स्वास्थ्य देखभाल प्रशासन के लिए यूएस डोमेन शब्द है इसी तरह HMO स्वास्थ्य रखरखाव संगठन के लिए HHS तो ये बहुत ही डोमेन विशिष्ट शब्द हैं इसलिए यदि आप जानते हैं कि आपकी क्वेरी एक निश्चित डोमेन से आ रही है तो यह दृष्टिकोण उन शब्दों का पता लगाने के लिए भी बहुत सहायक हो सकता है जिनका उपयोग क्वेरी को समझाने के लिए भी किया जा सकता है और ना ही डोमेन विशिष्ट है एक और उदाहरण लेते हैं तो ये बहुत हैंहम यहाँ कुछ TREC विषय दिखा रहे हैं तो TREC सम्मेलन का एक पाठ है इसलिए वे सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं तो वे TREC डेटा से वास्तविक queries हैं इसलिए आपके पास ओशन रिमोट सेंसिंग जैसी एक क्वेरी है और जब आप इस विधि का उपयोग करते हैं तो आप रेडियोमीटर लैंडसैट आयनोस्फीयर केन्स अल्टीमीटर नासडा मेटेरिओलॉजी और जैसे कुछ अन्य शब्द पा सकते हैं और जैसा कि हमने पहले वाली क्वेरी में देखा था रेडियोमीटर लैंडसैट और आयनोस्फीयर जैसे कुछ व्यापक स्पष्टीकरण शब्द हैं जो क्वेरी से जुड़े हैं और वे यहां कुछ डोमेन विशिष्ट शब्द हैं जैसे कि कांस और नासडा यह वितरण सिमेंटिक मॉडल का एक बहुत अच्छा अनु प्रयोग है आपके पास कुछ मौजूदा क्वेरी है जिसे आप कुछ दस्तावेज़ों से मेल करवाना चाहते हैं तो आप कुछ संबंधित टर्म्स का उपयोग करके इस क्वेरी का विस्तार क्यों नहीं करते हैं और यही विचार है और यह हम सामान्य रूप से किसी भी मिलान कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं जो आप अलग अलग टेक्स्ट डेटा कर रहे हैं और आप इनका मिलान करने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए यह पता लगाने की कोशिश करें कि क्या वे वितरण सिमेंटिक मॉडल का उपयोग करते हुए किसी तरह सिमेंटिक लेबल से संबंधित हैं और इस विचार का उपयोग करके यह पता लगाइए कि वे समान हैं या नहीं अब इसलिए एक बार जब हमने वितरणात्मक शब्दार्थ मॉडल की गणना की है तो मेरे पास विभिन्न शब्दों के लिए वैक्टर हैं तो अलग लक्ष्य शब्दों के लिए मेरे पास वेक्टर्स हैं अब हम विभिन्न शब्दों के बीच समानता की गणना कैसे करें तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका प्रतिनिधित्व क्या है जिसे आप शब्दार्थ की गणना के लिए उपयोग कर रहे हैं या वेक्टर प्रतिनिधित्व क्या है यदि यह बाइनरी वेक्टर है तो आप विभिन्न प्रकार की समानता के तरीकों का उपयोग करेंगे यदि यह एक वास्तविक मूल्यवान वैक्टर है या यदि यह एक संभावना वितरण है आप एक अलग प्रकार के समानता मैट्रिक्स का उपयोग करेंगे तो जैसा कि ढांचा आपको इनमें से किसी भी वेक्टर प्रतिनिधित्व का उपयोग करने की अनुमति देता है तो आइए देखें कि यदि आप उपयोग करते हैं यदि आप इनमें से किसी भी प्रकार की समानता के तरीकों का उपयोग कर रहे हैं तो आप 2 शब्दों के बीच समानता की गणना करने के लिए किस प्रकार का उपयोग कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास दो शब्द है तो एक्स और वाई शब्द हैं और उन्हें कुछ बाइनरी वैक्टर का उपयोग करके दर्शाया गया है तो इस तरह के किसी भी वितरण के रूप में आप बाइनरी वैक्टर में भी बदल सकते हैं हम कैसे तुलना करें हम कैसे पता करें 2 शब्द 2 शब्दों के बीच समानता कैसे मिलती है जहां प्रतिनिधित्व बाइनरी वेक्टर्स है तो बाइनरी वेक्टर्स के लिए हमारे पास कुछ मानक तरीके हैं जैसे कि डाइस कोएफिसिएंट का उपयोग करना तो वह क्या है 2 गुना X और Y के प्रतिच्छेदन का जो X की लंबाई तथा Y की लंबाई के जोड़ से विभाजित है और हमें इससे क्या मतलब है तो एक्स और वाई बाइनरी वेक्टर्स हैं मान लीजिए कि X और Y बाइनरी वेक्टर्स हैं और हम कहते हैं हमारे आयाम के आकार को आयाम हैं मान लीजिए चुकी यह 19 आयाम है और हमारा X है 1 1 1 1 पहले 10 आयामों में और बाकी 9 आयामों में 0 0 है दूसरी ओर Y पहले 9 आयामों में 0 और अंतिम 10 आयामों में 1 है अब मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं एक्स और वाई और हम इन 2 वैक्टरों के बीच समानता की गणना करना चाहते हैं मान लीजिए कि हम डाइस कोएफिसिएंट का उपयोग कर रहे हैं तो सूत्र है 2 गुना X और Y का प्रतिच्छेदन जो लंबाई X तथा लंबाई Y के योग से विभाजित है तो यह लंबाई है X और Y का प्रतिच्छेदन के अब X और Y का प्रतिच्छेदन क्या है तो वह केवल 1 तत्व है तो X और Y का प्रतिच्छेदन के पास 1 तत्व है जो 1 है तो यह केवल 1 2 गुना 1 लंबाई X की होगी तो कितने 1 है यहां पर हम वेक्टर की लंबाई नहीं लेंगे क्योंकि अन्यथा यह हर चीज के लिए समान होगा हर चीज का आकार समान होगा तो X की लंबाई का अर्थ है कि कितनी प्रविष्टियाँ 1 की है तो यहाँ यह Y के लिए 10 होगी यह भी 10 10 प्लस 10 है तो यह 01 होगी तो अब यह है यदि आपके पास बाइनरी मान हैं पर मान लीजिए कि आपके पास बाइनरी मान नहीं हैं तो मान लें कि हमारे मान ऐसे हैं जैसे हमारा एक्स 03 05 07 001 और इसी तरह हो सकता है तो यदि आप इन उपायों का उपयोग करना चाहते हैं तो 1 सरल तरीका उन्हें बाइनरी में बदलने के लिए हो सकता है और अब परिवर्तित करने का मतलब होगा कि आप एक थ्रेसोल्ड लगाएंगे कि यदि मान इस थ्रेसोल्ड से नीचे है तो आप इसे 0 दे देंगे और यदि इस थ्रेसोल्ड से ऊपर है तो 1 दे देंगे तो मान लीजिए यहाँ थ्रेसोल्ड 005 है तो आप क्या करेंगे यह 0 पर जाएगा यह 1 पर जाएगा यह 1 पर जाएगा यह 1 पर जाएगा और यहाँ आप जाँचेंगे कि क्या 005 से कम है तो 0 पर जाएँ यदि इससे अधिक है तो 1 पर जाएँ तो आप किसी भी ऐसे वेक्टर्स को बाइनरी प्रतिनिधित्व में बदल सकते हैं और फिर इस डाइस कोएफिसिएंट का उपयोग कर सकते हैं अब कंप्यूटिंग समानता के कुछ अन्य तरीके भी हैं तो हमारे पास जैककार्ड कोएफिसिएंट और ओवरलैप कोएफिसिएंट है तो जैककार्ड कोएफिसिएंट X संयोजन Y द्वारा विभाजित X प्रतिच्छेदन Y है अब जैकार्ड और डाइस के बीच अंतर क्या है किस परिदृश्य में जैककार्ड डाइस कोएफिसिएंट की तुलना में एक अलग मान देगा तो आइए हम उसी उदाहरण को देखें इसलिए हम X यूनियन Y द्वारा विभाजित एक्स इंटरसेक्शन वाई के रूप में जैकार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो इस मामले में X इंटरसेक्शन Y क्या है क्योंकि यह केवल एक ही प्रविष्टि है 1 है और एक्स यूनियन वाई क्या है अब एक्स यूनियन वाई में सभी तत्व शामिल होंगे यह 19 होगा तो आप वही देख रहे हैं 2 वेक्टर्स डाइस 01 का मान देते हैं और जैकार्ड 1 बाय 19 देता है जो करीब 005 है तो ये बहुत छोटे मान देते हैं ऐसा क्यों है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या बहुत कम संख्या में साझा प्रविष्टियाँ हैं जैकार्ड आगे पेनलाइज़ करता है तो यह वही है जो आप यहां देख रहे हैं 20 में से केवल 1 प्रविष्टि कॉमन है इसलिए जैकार्ड फिर से पेनाल्टी दे रहा है अब ओवरलैप क्या करेगा तो ओवरलैप एक्स इंटरसेक्शन Y है जिसे X Y के न्यूनतम से विभाजित किया गया है तो क्या आप ऐसे परिदृश्य के बारे में सोच सकते हैं जहां ओवरलैप यह 1 बन सकता है लेकिन कहते हैं कि जैकार्ड 1 नहीं बनेगा तो यह तब होगा जब X और Y में से 1 पूरी तरह से दूसरे में शामिल हो हम कहते हैं मान लीजिए कि एक अलग मामला है मान लीजिए मेरा एक्स 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 है और वाई 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 है तो इस स्थिति में जैकार्ड क्या होगा यह X यूनियन Y द्वारा विभाजित X इंटरसेक्शन Y होगा तो यह 5 को 8 से विभाजित किया जाएगा और ओवरलैप क्या होगा यह X इंटरसेक्शन Y होगा जिसे X और Y की न्यूनतम से विभाजित किया गया है यह फिर से 5 है और आप X और Y से क्या मतलब है फ़िर से 5 यह 1 हो जाएगा तो यदि कोई एक वेक्टर पूरी तरह से निर्वाह हो गया है दूसरे वेक्टर पर ओवरलैप 1 है और जो कि जैकार्ड डाइस कोएफिसिएंट में नहीं होगा और इसी तरह यदि साझा प्रविष्टियों की एक छोटी संख्या है तो जैकार्ड हमें छोटे मान देगा इसका मतलब है कि आप किस प्रकार की समानता का उपयोग करना चाहते हैं इस पर निर्भर करते हुए आप या तो डाइस जैकार्ड ओवरलैप कर सकते हैं अपने कार्य में मान लीजिए आप यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या 1 शब्द दूसरे द्वारा पूरी तरह से निर्धारित किया गया है तो आप ओवरलैप का उपयोग करेंगे और जैकार्ड नहीं लेकिन अगर आप कुछ अन्य मापदंड देखना चाहते हैं तो आप इन 3 में से 1 विधि चुन सकते हैं यहाँ आपने क्या देखा है जैककार्ड कोएफिसिएंट साझा प्रविष्टियों की एक छोटी संख्या को पेनलाइज करता है जबकि ओवरलैप कोएफिसिएंट समावेशन की अवधारणा का उपयोग करता है जहां प्रविष्टियों में से एक पूरी तरह से दूसरे में शामिल है अब यह एक संदर्भ समय 16 29 बाइनरी वेक्टर्स के वेक्टर्स हैं मान लीजिए कि वे वास्तविक संख्या मान हैं इसलिए X और Y जैसे वास्तविक संख्या मानों की संख्या n कहें तो फिर आप सरल कोसाइन समानता या यूक्लिडियन दूरी का उपयोग कर सकते हैं 2 आप कोसाइन समानता और यूक्लिडियन दूरी का उपयोग कर सकते हैं अब दोनों में क्या अंतर है यदि हमारे वैक्टर को सामान्यीकृत नहीं किया जाता है तो कोसाइन समानता यूक्लिडियन दूरी अलग अलग होती है लेकिन यदि वे सामान्यीकृत होती हैं तो वे समान होंगी और वे एक ही तरह की रैंकिंग देंगी और आप एक बहुत ही सरल एक्सरसाइज कर सकते हैं यदि वे सामान्यीकृत हैं तो वे वैक्टर की समानता के बीच हमें उसी तरह की रैंकिंग दें अब दूसरी ओर मान लीजिए कि हमारे वितरण संभाव्यता वितरण हैं इसलिए हम चिह्नित कर रहे हैं विभिन्न वेक्टर आकार संभावना वितरण संदर्भ वेक्टर्स के अपने स्पेस को फिर हम समानता की गणना कैसे करें हम अलग अलग उपायों का उपयोग करेंगे जो कि संभावना वितरण के मामले में समानता या दूरी की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं तो सामान्य उपाय क्या हैं तो आप केएल का उपयोग कर सकते हैं केएल डाइवर्जेंस इतना है कि यह q i द्वारा विभाजित है सिग्मा i p i log p i तो यह केएल डाइवर्जेन्स असममित है इसलिए यदि आप p और q और q और q और p के बीच विचलन का उपयोग करते हैं वे बाहर आएंगेतो वे अलग हो सकते हैं तो यही कारण है कि एक सममित विचलन भी है जो इंफॉर्मेशन रेडियस है तो p और p प्लस q 2 से विभाजित और q और q प्लस p p 2 से विभाजित इनके बीच KL विचलन को ढूंढें और इसे जोड़ें जो इंफॉर्मेशन रेडियस है और साथ ही आप उपयोग कर सकते हैं L1 मानदंड की तरह एक बहुत ही सरल सूत्र है तो आपके पास p i q i है तो पता कीजिए की LL1 मापदंड क्या है क्या अंतर है p i माइनस q i योग ओवर ऑल i के बीचतो यह है कि आपके पास विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधित्व हैं और आप विभिन्न समानता मान समानता मैट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि अलग क्या हैं वितरण सिमेंटिक मॉडल के कुछ अन्य प्रकार क्या हैं जो सभी वाक्यों में कुछ विशिष्ट निर्देशों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं और हम इस उदाहरण का उपयोग करके उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करते हैं तो यह है कि एक गुणात्मक समानता कार्य और एक रिलेशनल समानता कार्य के बीच अंतर क्या है तो गुणात्मक समानता क्या है इसलिए मुझे डॉग और वुल्फ जैसे 2 शब्द दिए गए हैं और हम यह पता लगाना चाहते हैं कि वे कितने समान हैं तो डॉग और वुल्फ के बीच समानता इस बात पर निर्भर करेगी कि उनकी विशेषताएं कितनी समान हैं यही कारण है कि इसे एट्रिब्यूशनल सिमिलैरिटी कहा जाता है और वितरणात्मक शब्दार्थ का उपयोग करके आप इसे कैसे पकड़ते हैं वे किन अन्य शब्दों के साथ सह घटित हो रहे हैं क्या वे समान प्रकार के शब्दों के साथ सह घटित हो रहे हैं यदि वे समान प्रकार के शब्दों के साथ सह घटित हो रहे हैं तो उनके पास एक हाई अटरीब्यूशन सिमिलैरिटी होगी और रिलेशनल सिमिलैरिटी क्या है तो यह थोड़ा अलग है अब हम जोड़े के बारे में बात कर रहे हैं तो यह है कि हमारे पास 2 जोड़े हैं a b और c d वे समान रूप से समान हैं जो उनके कितने समान सह संबंध हैं तो उदाहरण यह होगा कि 1 जोड़ा है डॉग और बार्क दूसरा कैट और मिउ है तो अबडॉग और बार्क क्या वे कैट और मियू के समान संबंध साझा करते हैं तो यह सरल विभिन्न प्रकार का कार्य है और इसलिए यही कारण है कि पहले एक को एट्रिब्यूशन समानता कहा जाता है एट्रीब्युशन कितना सामान है 2 शब्दों में दूसरे को संबंध समानता कहा जाता है मेरे पास इस जोड़ी का संबंध है जो अन्य जोड़ी के लिए भी पकड़ रखती है और इससे कई सादृश्यता परीक्षण कार्य करने की कोशिश भी होती है तो a से b को तो c से किसको इसलिए हम देखेंगे कि हम इन सभी मामलों को पकड़ने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेमन सिमिलैरिटी या शब्दार्थ मॉडल का विस्तार कैसे करते हैं अब इसके लिए हम एक अलग प्रकार के मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और इसे जोड़ी पैटर्न मैट्रिक्स कहा जाएगा तो अब तक आप लक्ष्य संदर्भ मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आइए देखें कि क्या आप एक जोड़ी पैटर्न मैट्रिक्स बनाने के लिए समान विचार का उपयोग कर सकते हैं तो मुझे इससे क्या मतलब है यहाँ पंक्ति वेक्टर्स मेसन स्टोन और कारपेंटर वुड जैसे शब्दों के विभिन्न जोड़े के अनुरूप होंगे और इन शब्दों के साथ होने वाले वाक्यों में कॉलम विभिन्न पैटर्न होंगे तो जैसे यहां X कट्स Y X वर्क विद Y और भी कई है और फिर आप समान पंक्तियों के समान शब्द खोजने के लिए पंक्तियों की समानता की गणना करते हैं तो अब तो मुझे इससे क्या मतलब है अब तक हम क्या कर रहे थे हमारे पास डॉग कैट जैसे शब्द थे और हम विभिन्न संदर्भों में इन अभ्यावेदन का पता लगा रहे थे इसलिए हम कैट के लिए वेक्टर डॉग के वेक्टर इत्यादि का पता लगा रहे हैं और इन से मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं और यह हमारी एट्रीब्यूशनल सिमिलैरिटी थी तो अब हम क्या कर रहे हैं हम जोड़े के बीच समानता की गणना करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब हमारी पंक्तियाँ अलग जोड़े हैं तो जैसे जोड़े कह सकते हैं कि डॉग बार्क कैट मीयू या यह यहाँ की तरह हो सकती है जैसे मेसन स्टोन कारपेंटर वुड तो जैसे कि वे विभिन्न जोड़े हो सकते हैं अब ये हमारी पंक्तियाँ हैं अब कॉलम क्या दर्शाते हैं कि कॉलम विभिन्न पैटर्न होंगे तो पैटर्न X कट्स Y की तरह हो सकता है X वर्क्स विद Y और इसी तरह ये विभिन्न पैटर्न हैं अब X और Y क्या हैं आप इस बारे में सोच सकते हैं कि हमारे पैटर्न X Y माफ कीजिएगा जोड़े X Y अब हम किस तरह से इस मैट्रिक्स को भर देंगे इसका सरल तरीका यह होगा कि हमारे पास X और Y है X जो मेसन की तरह मान ले सकता है और Y किसी दिए गए जोड़े के लिए पत्थर ले सकता है अब हम अपने कॉपर्स के माध्यम से जाएंगे और देखेंगे कि विभिन्न पैटर्न क्या हैं ये शब्द किसके साथ होते हैं मान लीजिए कि एक वाक्य है मेसन वर्क्स विथ और मेसन वर्क्स विथ स्टोन और कार्पेंटर वर्क्स विथ वुड आइए हम एक वाक्य लेते हैं कार्पेंटर वुड के साथ काम करता है तो यहाँ मेरे पास X वर्क्स विथ वुड तो यहां X कार्पेंटर के लिए और Y वुड के लिए तो हम कहेंगे कि यहां एक प्लस 1 है इसी तरह यहां सभी तरह के पैटर्न होंगे जिसमें X और Y हो सकते हैं और हम यह भर देंगे कि कौन सी जोड़ी किस पैटर्न के साथ होती है तो अब यह हमारी जोड़ी पैटर्न मैट्रिक्स है और फिर हम एक बार इस मैट्रिक्स को पा सकते हैं हम यह गणना कर सकते हैं कि कौन से जोड़े समान पैटर्न में होते हैं और फिर उन्हें रिलेशनली कहा जाता है उनका अन्य जोड़ी में समान संबंध है फिर इसलिए हम विस्तारित वितरण संबंधी परिकल्पना के बारे में बात कर सकते हैं जो कि लिन और पेंटेल द्वारा दी गई है तो क्या विचार पैटर्न है कि समान जोड़े के साथ सह संबंध समान अर्थ रखते हैं इसलिए यहां हम अपने कॉलम के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि वे क्या कह रहे हैं यदि पैटर्न P1 और पैटर्न P2 यदि वे समान प्रकार के जोड़े के साथ होते हैं तो वे इसी तरह के अर्थ दे रहे हैं और इसलिए हम इस मैट्रिक्स का उपयोग पैटर्न की शब्दार्थ समानता की गणना करने के लिए भी कर सकते हैं इसलिए हम जोड़ियों की शब्दार्थ समानता का भी पता लगा सकते हैं और पैटर्न के भी तो मान लीजिए कि मुझे X सॉल्व्स Y की तरह एक पैटर्न दिया गया है और हम यह पता लगाना चाहते हैं कि X सोल्वेस Y के समान अन्य पैटर्न क्या हैं कैसे करेंगे हम सबसे पहले उन सभी संभावित प्रतिमानों की गणना करेंगे जो X और Y के साथ हो सकते हैं फिर हमें सभी संभावित जोड़े का पता चलता है कि वे विभिन्न पैटर्नों के साथ कितनी बार सह होते हैं तो हम इस मैट्रिक्स को भर देंगे और फिर हम इस पैटर्न के लिए पता लगाएंगे जैसे कि X सोल्व्स Y कुछ अन्य पैटर्न क्या हैं जो X सोल्व्स Y के समान जोड़े हैं और ऐसे पैटर्न होते हैं जैसे X Y के द्वारा हल किया जाता है माफ कीजिएगाY को X द्वारा हल किया जाता है मान लें कि यह एक समान जोड़े के साथ होता है जैसे कि X सोल्व्स Y तो हम कहेंगे कि यह और यह एक समान है और विचार यह होगा कि यह यहां ऐसा होगा जैसे Y X द्वारा सॉल्व किया गया Y रेसोल्वड X में और X रेसोल्वस Y तो आप क्या पाते हैं कि ये सभी पैटर्न एक ही जोड़े के साथ होते हैं तो उन्हें समान भी कहा जा सकता है अब 1 बात क्या है इसलिए इस जोड़ी पैटर्न से निपटने के लिए मैट्रिक्स शब्द मेरी मूल संदर्भ इकाइयाँ नहीं होंगी तो हम इस तरह की सूचनाओं को कैसे पकड़ते है और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे कि X सोल्व्स Y और Y रेसोल्वड बाई X इस जानकारी को कैसे पकड़ते हैं अतः इसके लिए मुझे एक औपचारिकता की आवश्यकता होगी जो अर्थ सम्बन्धों को पकड़ सके और साथ ही विभिन्न वाक्यात्मक सूचनाओं को भी पकड़ा जा सके और इसके लिए हम इस तरह की सूचनाओं को पकड़ने के लिए अपनी निर्भरता आधारित औपचारिकता पर वापस जाएँगे कि क्या विचार है हम कहते हैं कि हमारे पास एक वाक्य है जैसे द टीचर ईट्स अ रेड एप्पल इसलिए हम पहले इस वाक्य के लिए एक निर्भरता ग्राफ तैयार कर सकते हैं अब हम इस निर्भरता संबंधों का उपयोग यह कहने के लिए कर सकते हैं कि केवल कुछ प्रकार के निर्भरता संबंध दिलचस्प हैं और अन्य दिलचस्प नहीं हैं इसलिए उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि ईटरेड के लिए एक वैध संदर्भ नहीं है हालांकि बहुत कम दूरी के संदर्भ विंडो के साथ ईट और रेड सह होता है हम कह सकते हैं कि संबंध का पता लगाने वाली वस्तु और एक संशोधक एक साथ बहुत अच्छा संदर्भ नहीं बनते हैं हम इस सह घटना का उपयोग नहीं करेंगे इसलिए हम चुनने में चयनात्मक हो सकते हैं कि किस प्रकार की सह घटना की जानकारी है हम किस प्रकार का उपयोग करेंगे और किस प्रकार की सह घटना की जानकारी हम उपयोग नहीं करेंगे और हम उन्हें विभिन्न प्रकार के भार भी दे सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि एक एप्पल को जोड़ने वाला वस्तु संबंध रेड और एप्पल को जोड़ने वाले संशोधित संबंध से अलग होगा तो यह संबंध वस्तु का पता लगाता है और एक संशोधक अलग संबंध हो सकता है इसलिए अब तक जो भी हो रहा था हम केवल यह देख रहे थे कि यह शब्द इस शब्द के साथ सह घटना है या नहीं अब हमने कहना शुरू कर दिया है कि अलग अलग टर्म्स में यह शब्द दूसरे शब्द के साथ सह संबंध है इस संदर्भ में तो एक विशेषण संशोधक संबंध का उपयोग करने के साथ एक det ऑब्जेक्ट संबंध का उपयोग करने के साथ और ऐसे ही अब पार्सर से हम अपने सभी संबंधों को प्राप्त कर सकते हैं तो हम आगे उनका उपयोग कैसे करें तो हम कहेंगे कि एक संदर्भ के रूप में नियम के अनुरूप बनाने के लिए एक शब्द को कुछ दिलचस्प लेक्सिकॉन सिंटैक्टिक रिलेशन से जोड़ा जाना चाहिए तो लेक्सिकोन सिंटैक्टिक रिलेशन से हमारा क्या मतलब है एक अच्छा डिपेंडेंसी पाथ 2 शब्दों के बीच एडजस्ट करना चाहिए इसलिए सरल शब्दों में हम केवल 2 शब्दों के बीच एक एड्ज का ही उपयोग कर सकते हैं लेकिन सामान्य तौर पर आप 2 शब्दों के बीच लंबे एड्ज के लंबे पथ के बारे में भी बात कर सकते हैं तो आइए हम इसे केवल 2 शब्दों के बीच लंबाई 1 के सरल पथ के लिए लें हम क्या करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक वाक्य है वायरस शरीर की रक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है और आपको निर्भरता पार्स मिलती है अब निर्भरता पार्स से हम विभिन्न ट्रिप्लेट्स ले सकते हैं जैसे सिस्टम det ऑब्जेक्ट बॉडी पोस्सेसिव सिस्टम को प्रभावित करता है तो ये विभिन्न टोप्प्लस हैं जिन्हें हम एक निर्भरता ग्राफ से निकाल सकते हैं तो हमारे पास ऐसी चीजें होंगी जैसे यह सिस्टम det ऑब्जेक्ट इफेक्ट और ऐसे ही और भी अब हम अपने संरचित मॉडल के लिए उन का उपयोग कैसे करें तो आइए हम एक नज़र डालने की कोशिश करें हमारे पास सिस्टम d o b j जैसे शब्द होंगे और प्रभावित करेंगे और हां हमारे पास कई ऐसे जोड़े हैं जैसे अब हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेमांटिक्स के लिए उन का उपयोग कैसे करें तो वास्तव में कई तरीके हैं जो आप ऐसा कर सकते हैं इसलिए एक सरल तरीका यह होगा कि आप निर्भरता की जानकारी को भूल जाएं इसका मतलब है आपके पास सिस्टम इफेक्ट्स आदि होंगे तो आप अपने पहले के संबंध में वापस जा रहे हैं जहां आप अनुदेश का उपयोग नहीं कर रहे हैं इस प्रकार आप फिर से उस तरह के मॉडल में परिवर्तित हो सकते हैं जैसे शब्द प्रणाली यहाँ है और शब्द को प्रभावित करने वाली सह घटना क्या है और आपके पास 1 होगा और इसी तरह यहां एक ही रास्ता है इसलिए जहां आप निर्भरता की जानकारी भूल जाते हैं लेकिन यह वह नहीं है जो आप चाहते थे सही आप किसी कारण से यह जानकारी चाहते थे इसलिए एक और विकल्प हो सकता है कि हम संदर्भ के साथ निर्भरता की जानकारी को जोड़ सकते हैं इसलिए हमारा संदर्भ अब संरचित है तो इसका मतलब कि हमारे पास एक प्रणाली होगी और मेरे पास एक प्रणाली होगी और मेरा संदर्भ det ऑब्जेक्ट के प्रभावित होने की वस्तु है तो ये अब हमारे संदर्भ हैं तब हम इस संदर्भ में सिस्टम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ऑब्जेक्ट det को प्रभावित करने वाली वस्तु का पता लगा सकते हैं इन क्रियाओं के विषय और अन्य विषय के लिए इसी तरह से और भी तो अब आप तुरंत देखते हैं कि हमारे आयाम अलग हैं यहां से हमारे पास केवल शब्द थे हमारे पास क्रिया और कुछ संबंध एक साथ थे लेकिन हम उसी तरह के मैट्रिक्स प्रारूप में वापस जा रहे हैं और अभी भी हम इस 'द डॉग इज़ टू बार्क द कैट इज़ टू मिउ ' का उपयोग नहीं कर सकते हैं इसे यहाँ नहीं कर सकते अब यहाँ से कुछ अन्य प्रकार का प्रतिनिधित्व क्या है जिसे आप इकट्ठा कर सकते हैं अन्य हो सकता है हम मिला सकते हैं इन दोनों को अपने पंक्तियों में यह मेरा लक्ष्य बन गया है और यह मेरा संदर्भ बन जाता है तो यह तीसरा होगा तोसिस्टम और अफेक्ट हमारे टारगेट में आ रहे हैं और डेट ऑब्जेक्ट हमारा संदर्भ है अब हम मेरी जोड़ी मैट्रिक्स के बारे में बात कर सकते हैं इसलिए हमारे पास सिस्टम हैं और अफेक्ट हैं यह हमारे जोड़ी और पैटर्न है सही अब केवल निर्भरता संबंध det पर निर्भरता संबंध det वस्तु और विषय पर निर्भरता का पता लगाता है और यह सामान्य ढांचा जोड़ी पैटर्न है अब यहां हम केवल लंबाई 1 के बहुत ही सरल रास्तों के बारे में बात कर रहे हैं 1 इन दो शब्दों के बीच का det संबंध क्या है आप एक उच्च आदेश पथ का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं यह हो सकता है लंबाई det ऑब्जेक्ट n विषय का एक रास्ता है और ऐसे ही और इनका उपयोग करें यहाँ अपने पैटर्न पर जो आपको इन सभी चीज़ों को पकड़ने में मदद कर सकता है जैसे कि X सोल्व्स Y तो आप यह भी उपयोग कर सकते हैं कि इन 2 शब्दों के बीच में क्या अलग अलग शब्द हैं अगर कुछ अन्य शब्द घटित हो रहे हैं जो आपके पैटर्न में से एक हो सकते हैं इसलिए यहां आपको अपनी पसंद की पूरी स्वतंत्रता है आपके पैटर्न क्या हैं तो ये सरलता के लिए सरल निर्भरता ग्राफ हैं लेकिन आप किसी भी अन्य पैटर्न का चयन कर सकते हैं जो आप चाहेंगे कि ये पैटर्न संभवतया शब्द से आए हों निर्भरता ग्राफ शब्द सह घटना से आया है कि इन शब्दों और इतने के बीच क्या हो रहा है तब आप विभिन्न जोड़े के बीच समानता की गणना कर सकते हैं अब जल्दी से हमारे पास यह डेटा है और हम इस जानकारी या इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं दूसरे प्रकार की जानकारी या तीसरे प्रकार की जानकारी जो हमने देखी थी अब हम एक सरल अनु प्रयोग देखते हैं कि हम क्रियाओं की चयन प्राथमिकताओं का पता लगाने के लिए कैसे उसका उपयोग करते हैं अब मुझे इस चयन प्राथमिकताओं से क्या मतलब है अब एक वस्तु विषय की तरह अपने अलग तर्क के लिए अलग अलग क्रियाएं वे एक विशेष प्रकार की संज्ञा को पसंद करते हैं और यह जानकारी निर्भरता पार्सिंग जैसे कई कार्यों में उपयोगी है Eat के लिए हम यह जानना चाहते हैं कि eat केवल कुछ प्रकार की संज्ञाओं को पसंद करेंगे क्योंकि आप केवल बहुत विशिष्ट चीजों को खा सकते हैं तो हम क्रियाओं के लिए इन चयन प्राथमिकताओं की गणना कैसे करते हैं इसलिए हमने देखा है कि एक पार्स कॉर्पस से हम इन वैक्टरों की गणना कर सकते हैं जैसे वायरस और सिस्टम हम उन्हें इस स्थान पर रख सकते हैं कि एक कार को ले जाने की वस्तु के रूप में कितनी बार आता है तो आप एक कार ले जा रहे हैं आप एक कार खरीद रहे हैं आप एक कार चला रहे हैं आप एक कार खा रहे हैं और आप कार और फ्लाइंग कार इत्यादि स्टोर कर रहे हैं और इसी तरह से कई और कितनी बार की गई है और यह कुछ सामान्यीकृत मान वाली सब्जियां हैं जिन्हें कितनी बार संग्रहीत किया गया और इतने पर ख़रीदा गया है तो आप एक बार पार्स होने के बाद कॉर्पस से गणना कर सकते हैं तो यह आपको कुछ प्रकार का वर्णन देता है कि किस प्रकार की वस्तुएँ आती हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है क्रिया buy के ऑब्जेक्ट के रूप में किस तरह के शब्द आ सकते हैं किस तरह के शब्द आएँगे क्रिया ड्राइव के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में और इसी तरह और भी लेकिन मान लीजिए कि आप एक ऐसा प्रोटो टाइप बनाना चाहते हैं जो सामान्य तौर पर हो तो किस तरह के शब्द आ सकते हैं ऑब्जेक्ट की तरह क्रिया ईट का कॉर्पस के माध्यम से यहां 1 साधारण चीज़ है हम कर सकते हैं हम यह पता लगा सकते हैं कि किन शब्दों का मान अधिक है तो आप जानते हैं कि सब्जियों को खाया जा सकता है बिस्कुट खाया जा सकता है तो उनके पास एक उच्च मान है लेकिन हमें लगता है कि हम नए शब्दों के लिए 200 प्रोटो टाइप चाहते हैं जो कॉर्पस में नहीं होते हैं यह क्रिया खाने की वस्तु के रूप में आने की कितनी संभावना है तो हम क्या करेंगे तो सरल विधि क्या है तो हम कहेंगे कि हमें पता लगाने दें कि इस आयाम में उच्च भार वाले शब्द क्या हैं तो आप जानते हैं कि सब्जियां बिस्कुट फल वगैरह इस आयाम में एक उच्च वजन होगा अब मेरी परिकल्पना ऐसे शब्द होंगे जो इन शब्दों के समान हैं जैसे कि सब्जी बिस्कुट भी खा सकते हैं अब हम कैसे पता लगाएँ कि सब्जियां बिस्कुट के समान हैं और इसी तरह और भी उसके लिए हम एक प्रोटो टाइप बनाएँगे जो ये शब्द हैं तो ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें स्टोर किया जा सकता है इसका मतलब है कि सेट किए गए किसी भी अन्य शब्द को भी ख़रीदा जा सकता है संग्रहीत किया जा सकता है तो फिर हम उन सभी शब्दों का पता लगाएंगे जिनमें खाने के अलावा इन आयामों में उच्च भार हैं क्योंकि जो कुछ भी उच्च आयाम वाला भोजन है हम आसानी से यहां पर पकड़ सकते हैं लेकिन वे अन्य शब्द क्या हैं जो इन सभी उच्च में उच्च आयाम वाले हैं इन सभी अन्य आयामों में भी वजन जो मेरा प्रोटोटाइप बन सकता है हम क्या करेंगे मान लीजिए हम संज्ञाओं की चयन प्राथमिकताओं की गणना करना चाहते हैं क्रिया के एक उद्देश्य के रूप में खाना हम कुछ शीर्ष n शब्द ले लेंगे जैसे कि सब्जी बिस्किट जिसमें वस्तु के इस आयाम में उच्च वजन होता है तो हम पूरा वैक्टर लेते हैं तो यह इन सभी शीर्ष संज्ञाओं में से एक है तो यह इस तरह के शब्दों का सेवन किया जा सकता है जो स्टोर किए गए खरीदे जा सकते हैंइत्यादि अब यह मेरा ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप बन गया है अब किसी भी संज्ञा को इस ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप के साथ मिलाने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में आने की कितनी संभावना है और यह क्रिया के लिए एक वस्तु या विषय के रूप में आने के लिए किसी भी शब्द संज्ञा के लिए शब्द संज्ञा की चयन वरीयताओं को खोजने की सामान्य विधि है तो हमने इस बारे में बात की कि संरचित मॉडल का उपयोग करने के लिए आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेमांटिक्स विधि का विस्तार कैसे करते हैं बहुत सारे काम फिर से बहुत सारे शोध इस डोमेन पर चले गए हैं आप पहले से ही बुनियादी संदर्भ समय 3726 को छू चुके हैं और मुझे आशा है कि यदि आपको इस विचार की आवश्यकता है तो आप इस बारे में सोच सकते हैं कि आप विभिन्न प्रकार के दिलचस्प संदर्भ दिलचस्प लक्ष्य और विभिन्न समस्याओं को कैसे हल करते हैं तो अगले व्याख्यान में हम एक और बहुत महत्वपूर्ण दिलचस्प विचार के बारे में बात करेंगे कि शब्द वैक्टर क्या हैं तो और शब्द एम्बेडिंग और हम उन्हें कॉर्पस से कैसे प्राप्त करते हैं और वे कौन से अलग अलग कार्य हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है इसलिए हम आपको अगले व्याख्यान में देखेंगे धन्यवाद